हमने ऑप एम्प और आइडियल ऑप एम्प के साथ कई सर्किट्स पर चर्चा की है एक महत्वपूर्ण विवरण है जिसे हमने छोड़ दिया है ऑप एम्प एक ऐसा डिवाइस है जिसे पावर की आवश्यकता होती है इसे संचालित करने के लिए किसी वोल्टेज स्रोत द्वारा पॉवर्ड किया जाना है तो इस पाठ में हमने उस पहलू को पूरी तरह से छोड़ दिया है हम इस पर एक नज़र डालेंगे यह पता चला है कि आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली पावर सप्लाई वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज कितना हो सकता है इसके लिए कुछ सीमाएं निर्धारित करती है और अभी भी ऑप एम्प वांछित रूप में काम कर रहा है जो बहुत अधिक गेन A0 के साथ वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स की तरह है या आइडियल ऑप एम्प के रूप में है सयचुरेशन का यही अर्थ है और हम इस पाठ में भी इस पर चर्चा करने जा रहे है अब तक मैं तीन टर्मिनल नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल इनवर्टिंग टर्मिनल और आउटपुट के साथ ऑप एम्प के लिए इस प्रतीक का उपयोग कर रही हूं यह पता चला है कि यह अधूरा है और हमें दो और टर्मिनल्स की आवश्यकता है जिससे हम पावर सप्लाई संलग्न कर सकें तो आम तौर पर इसे V लेबल किया जाता है और इसे V लेबल किया जाता है और आप इसे कुछ पावर सप्लाई से जोड़ते है और एक सामान्य परिदृश्य में हम ग्राउंड के संबंध में V टर्मिनल को पॉजिटिव वोल्टेज या ग्राउंड के संबंध में V टर्मिनल को नेगेटिव वोल्टेज की आपूर्ति के लिए दो अलग अलग वोल्टेज VDD और VSS का उपयोग कर सकते है अब यह सख्ती से आवश्यक नहीं है आप एकल वोल्टेज स्रोत का भी उपयोग कर सकते है लेकिन अधिकांश स्टैंडर्ड ऑप एम्प अनुप्रयोगों में दो पावर सप्लाइज का उपयोग किया जाता है इसलिए हम उस पर टिके रहेंगे और यह भी काफी सामान्य है कि पावर सप्लाई वोल्टेज स्रोतों को इस तरह नहीं दिखाया जाए बल्कि इस तरह की एक तस्वीर बनाई जाए तो यह V टर्मिनल है वह V टर्मिनल है और यह केवल यहां इंगित करता है कि यह VDD और VSS है इसका मतलब है कि इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच मूल्य VDD का वोल्टेज स्रोत जुड़ा हुआ है और इसका मतलब है कि इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच मूल्य VSS का वोल्टेज स्रोत जुड़ा हुआ है यह VSS होना चाहिए तो अब हमारे एम्पलीफायर या हमारे द्वारा बनाए गए किसी भी सर्किट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है यह पता चला है कि ऑप एम्प का आउटपुट वोल्टेज V0 VDD और VSS के बीच हो सकता है वास्तव में यह VDD तक या VSS तक नहीं जा सकता है आमतौर पर V0 के लिए स्वीकार्य सीमा VDD और VSS के बीच कहीं होती है तो मै पुराने जनरल पर्पस ऑप एम्प्स से कुछ विशिष्ट मान लेती हूँ VDD 12 वोल्ट हो सकता है और VSS 12 वोल्ट हो सकता है तो हमारे पास 12 वोल्ट और 12 वोल्ट है और आउटपुट 105 वोल्ट और 105 वोल्ट के बीच हो सकता है जबकि ऑप एम्प अभी भी वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स की तरह व्यवहार कर रहा है ऑप एम्प को वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स की तरह व्यवहार करने के लिए आउटपुट वोल्टेज V0 पर कुछ सीमाएँ रखनी पड़ती है और वह सीमा सप्लाई वोल्टेजेस द्वारा निर्धारित की जाती है जो ऑप एम्प से जुड़े होते है वास्तव में V0 की सीमा पावर सप्लाई के बीच के अंतर से थोड़ी कम होगी यानी यह VDD तक नहीं जा सकता और न ही यह VSS तक जा सकता है अब ऑप एम्प के विवरण के बारे में किसी भी जानकारी के अभाव में अक्सर सवालों को हल करने के लिए हम V0 की सीमा के बारे में सोचते है कि यह पूरी रेंज 12 वोल्ट और 12 वोल्ट के बीच है जो VDD और VSS के बीच है तो यह V0 के लिए स्वीकार्य सीमा है अब इसके अलावा अगर मैं इनपुट वोल्टेज को V1 और V2 कहती हूं तो V1 और V2 में से प्रत्येक को कुछ रेंज तक सीमित करना होगा और फिर से ऑप एम्प के बारे में किसी और विवरण के अभाव में यदि आप विशिष्ट ऑप एम्प के बारे में बात नहीं कर रहे है लेकिन हम सामान्य रूप से सवालों को हल कर रहे है तो हम सोच सकते है कि V1 और V2 भी समान रेंज तक सीमित है तो यह V1 और V2 के लिए रेंज है याद रखें जब ऑप एम्प को नेगेटिव फीडबैक में रखा जाता है तो यह V1 और V2 एक दूसरे के बहुत करीब होंगे लेकिन उनमें से प्रत्येक कोई भी मूल्य ले सकता है और वह मान इसी तक सीमित है जब मैं कहती हूं कि यह VDD और VSS के बीच सीमित है तो मेरा मतलब है अगर V1 V2 और V0 इन मूल्यों तक सीमित है तो ऑप एम्प एक आइडियल वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स की तरह व्यवहार करता है जिसमें गेन बहुत अधिक होता है और अक्सर इसे आइडियल ऑप एम्प द्वारा अनुमानित किया जा सकता है जिसमें हम कहते है कि गेन अनंत है दूसरे शब्दों में यदि मैं गेन A0 के साथ एक ऑप एम्प लेती हूं और V0 वर्सेस Vd को प्लॉट करती हूं तो यह एक सीधी रेखा होगी क्योंकि हम इसे एक लीनियर वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स के रूप में मॉडल करते है और स्लोप बहुत बड़ा होगा वास्तव में अगर मैं X और Y एक्सिस के लिए समान स्केल का उपयोग करती हूं तो यह काफी हद तक एक लंबवत रेखा होगी लेकिन मैं कुछ स्लोप दिखाना चाहती हूं मैं इसे इस तरह दिखाऊंगी और इसका स्लोप और कुछ नहीं बल्कि गेन A0 है लेकिन यह इस तरह से अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहेगा यह मानते हुए कि सप्लाई वोल्टेज VDD है और लोअर सप्लाई वोल्टेज VSS है ऊपरी तरफ यह VDD तक सीमित होगा और निचले हिस्से में यह VSS तक सीमित होगा तो यह ऑप एम्प की विशेषताएं है अब अगर हम एक आइडियल ऑप एम्प के बारे में बात कर रहे है तो ऐसे कई मामले है जिनमें हम यहाँ स्लोप पर विचार करते है ऑप एम्प का गेन अनंत है लेकिन फिर भी हम पावर सप्लाइज होने के प्रभाव को देखना चाहते है जो असीम रूप से बड़े नहीं हैं तो मैं इसे इस तरह दिखाऊंगी जैसे A0 अनंत के बराबर है इस मामले में अगर मैं V0 वर्सेस Vd को प्लॉट करती हूं तो मुझे एक सीधी खड़ी रेखा मिलेगी लेकिन यह VDD और VSS को स्याचुरेट कर देगी तो यहाँ के इन रीजन्स को स्याचुरेशन रीजन्स के रूप में जाना जाता है अब यदि आप चाहते है कि ऑप एम्प सर्किट उस तरह से व्यवहार करे जैसा हमने पहले इसका विश्लेषण किया था अर्थात जब इसे नेगेटिव फीडबैक में रखा जाता है तो इसका इनपुट वोल्टेज बहुत कम या 0 होना चाहिए यदि हम A0 के अनंत होने के सीमित मामले पर विचार करते है आउटपुट वोल्टेज किसी भी सीमा तक नहीं पहुंचना चाहिए इसी तरह इनपुट वोल्टेज V1 और V2 व्यक्तिगत रूप से सीमा तक नहीं पहुंचना चाहिए तो ये ऑप एम्प के लिए इनपुट और आउटपुट वोल्टेज पर कुछ सीमाएँ है ताकि यह उस तरह से व्यवहार करे जैसे हम इसकी अपेक्षा करते है अर्थात एक बहुत ही उच्च लाभ वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत के रूप में अब इस सर्किट का क्या प्रभाव है आइए हम एक ऐसा सर्किट लें जो हमारे लिए बहुत परिचित हो मान लें कि मेरे पास 9 किलो ओम और 1 किलो ओम है यह नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है और मान लेते है कि ऑप एम्प आइडियल है यानी इसका गेन अनंत की ओर बहुत बहुत बहुत बड़ा है अब मैं 12 वोल्ट और 12 वोल्ट के सप्लाई वोल्टेज का उपयोग करती हूं इसलिए अगर मेरे पास Vi है तो मेरे पास वहां 10×Vi होगा आप आसानी से गणना कर सकते है कि इस एम्पलीफायर का गेन 10 है अब जैसा कि मैंने 10 Vi जो भी सेट किया है आउटपुट वोल्टेज को अप्पर सप्लाई और लोअर सप्लाई के बीच होना पड़ता है जो कि 12 वोल्ट और 12 वोल्ट है इसका मतलब है कि यह एम्पलीफायर उम्मीद के मुताबिक काम करने के लिए यानि इसे गेन 10 वाले एम्पलीफायर की तरह काम करने के लिए Vi को 12 और 12 वोल्ट तक सीमित करना होगा क्योंकि यदि आप इन सीमाओं को पार करते है मान लें कि आप 15 वोल्ट का Vi अप्लाई करते है 10 के गेन से जो आप इस एम्पलीफायर के लिए उम्मीद करते है आप उम्मीद करेंगे कि आउटपुट 15 वोल्ट होगा लेकिन आउटपुट इस पावर सप्लाई से अधिक नहीं हो सकता है तो यह 12 वोल्ट पर स्याचुरेट होगा इसलिए यदि इनपुट वोल्टेज इन सीमाओं के बीच है तो V010 × Vi होगा और यदि Vi 12 वोल्ट से छोटा होता है तो आउटपुट 12 वोल्ट के नेगेटिव स्याचुरेशन लेवल तक स्याचुरेट हो जाएगा और यदि Vi 12 वोल्ट से अधिक होता है तो V0 पॉजिटिव स्याचुरेशन लेवल पर स्याचुरेट होगा जो कि 12 वोल्ट है तो स्पष्ट रूप से इन मामलों में यह एक एम्पलीफायर की तरह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है मान लीजिए कि आप एक टाइम वेरिंग सिग्नल अप्लाई करते है सर्किट का विश्लेषण करने के लिए स्टैंडर्ड सिग्नल एक साइनसॉइड है और मान लें कि पीक वैल्यू Vp है आउटपुट पर हम उम्मीद करते है कि हमारे पास पीक वैल्यू 10 × Vp का साइनसॉइड होगा क्योंकि आउटपुट केवल 10 × इनपुट है और यह तब होगा जब यह 10 × Vp स्याचुरेशन सीमा के भीतर हो तो मान लीजिए Vp 1 वोल्ट है तो यह 10 × Vp 10 वोल्ट है और स्याचुरेशन सीमा वास्तव में 12 वोल्ट और 12 वोल्ट पर है सिग्नल उसके बीच सुरक्षित रूप से स्विंग करता है लेकिन इसके बजाय मान लें कि Vp 15 वोल्ट है और 10 के गेन के साथ एम्पलीफायर के आउटपुट पर मैं इस तरह की साइन वेव की उम्मीद करूंगी जिसका एम्पलीट्युड 10 × Vp है जो कि 15 वोल्ट है और साइन वेव सिमेट्रिकल है तो दूसरी तरफ मैं पीक के 15 वोल्ट होने की उम्मीद करूंगी लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्या होगा कि क्योंकि ऊपरी सीमा 12 वोल्ट है और निचली सीमा 12 वोल्ट है आउटपुट अपेक्षित का पालन करेगा जब तक कि यह 12 वोल्ट और 12 वोल्ट के भीतर है और यह वहां स्याचुरेट होगा इसी तरह यह नीचे आ जाएगा यह वहाँ स्याचुरेट होगा और इसी तरह तो स्पष्ट रूप से यह एक अच्छा एम्पलीफायर नहीं है क्योंकि आउटपुट आकार अब इनपुट आकार जैसा नहीं है और आउटपुट केवल 10 गुना इनपुट नहीं है इसलिए जब भी आप एक ऑप एम्प का उपयोग करते है तो आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऑप एम्प के सभी प्रासंगिक वोल्टेज स्तर व्यक्तिगत इनपुट वोल्टेज V1 और V2 और आउटपुट वोल्टेज V0 निर्दिष्ट सीमा के भीतर है किसी विशेष ऑप एम्प के बारे में जानकारी के अभाव में आप मान लेते है कि सीमाएँ सप्लाई वोल्टेज के बराबर है अब मैं इस पर और विस्तार से चर्चा नहीं करूंगी VDD और VSS के समान मूल्यों का उपयोग करना बहुत आम है यानी सिमेट्रिकल सप्लाइज का उपयोग करें जहां ऊपरी सप्लाई वोल्टेज 12 है और निचला 12 है जैसा कि मैंने इन उदाहरणों में दिखाया है लेकिन उनके लिए समान होना आवश्यक नहीं है आपके पास 12 वोल्ट और 6 वोल्ट हो सकते है जो केवल V1 V2 और V0 के लिए आपके पास हो सकने वाली सीमाओं को बदल देगा इसी तरह दूसरे सप्लाई वोल्टेज को हटाना संभव है और एक ही सप्लाई वोल्टेज हो सकता है यानी लोअर वोल्टेज 0 वोल्ट होगा आप इसे ग्राउंड से जोड़ते है और ऊपरी वोल्टेज कुछ भी हो सकते है यह 12 वोल्ट हो सकता है और उदाहरण के लिए 0 भी हो सकता है इसलिए इसे ऑप एम्प के सिंगल सप्लाई ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है और यह पूरी तरह से संभव है आपको केवल यह सुनिश्चित करना है कि आपके सर्किट में V1 V2 और V0 केवल 0 और 12 वोल्ट के बीच में आते है आप नेगेटिव नहीं जा सकते है और इसे व्यवस्थित करना काफी आसान है मैं यहां उन विवरणों में नहीं जाऊंगी लेकिन सिंगल पावर सप्लाई वोल्टेज के साथ भी ऑप एम्प्स को संचालित करना संभव है